इस वर्ग में हम प्लास्टिक क्षेत्र के अनुमानित आकार को देखने की कोशिश करेंगे जिसके बाद इरविन Irwins का माडल प्लास्टिक की दृष्टि से दरार की लंबाई के विस्तार का पता लगाएगा वह एक पुनर्वितरण गणना करने की कोशिश करेगा हम उस पर विस्तार से देखेंगे लेकिन प्लास्टिक क्षेत्र के आकार के उद्देश्य के लिए हम जो करने जा रहे हैं हम एक बहुत ही सरल माडल का उपयोग करने जा रहे हैं और हम पहले देखेंगे कि दरार अक्ष के साथ प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई कैसे प्राप्त करें और जब आप देखते हैं कि दरार तेज है तो सिग्मा x और सिग्मा y दोनों इस तरह भिन्न होते हैं और आपका ट्रेसका यील्ड मानदंड है क्योंकि आपका अन्य प्रतिबल 0 है जो सीधे आपको देता है कि जब यील्ड होती है तो प्रतिबल का मूल्य क्या है हम क्या करने जा रहे हैं क्या है समतल स्ट्रेन में सिग्मा y प्रतिबल का मूल्य क्या है मान लीजिए मेरे पास पोइसन Poisson's का अनुपात 13 है समतल स्ट्रेन में अधिकतम प्रतिबल मूल्य यील्ड की ताकत के 3 गुना अधिक होगी तो हम सरलीकृत माडल में क्या करेंगे बस इस ग्राफ़ से उस बिंदु को बाहर निकालें और कहें कि दरार के आगे प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई है इसलिए दृष्टिकोण सरल और सीधे आगे है लेकिन यह सख्ती से सही नहीं है तो आपके पास समतल स्ट्रेन में 3 सिग्मा ys हैं और यह दूरी आप इसे प्रतीक rp के साथ प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई के रूप में कहते हैं और समतल स्ट्रेन में अभिव्यक्ति इस रूप को लेती है rp बराबर 118 pi KI सिग्मा ys पूरे वर्ग है और यह 13 के बराबर nu का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है और समतल प्रतिबल में आप जानते हैं जब सिग्मा y सिग्मा ys तक पहुंचता है तो यील्ड की स्थिति संतुष्ट होती है समतल स्ट्रेन के मामले में जब nu 13 के बराबर होता है तो यह 3 बार सिग्मा ys है हालांकि यह दृष्टिकोण बहुत सरल है यह एक बहुत महत्वपूर्ण सचित्र प्रतिनिधित्व पेश करता है कि समतल के प्रतिबल के मामले में प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई समतल स्ट्रेन से बहुत बड़ी है तो यह लाभ है आप एक सरलीकृत माडल से प्राप्त करते हैं मोड I और मोड II भार के लिए समतल स्ट्रेन और समतल प्रतिबल में अनुमानित प्लास्टिक क्षेत्र की आकृतियाँ यह हमने देखा है कि दरार की लंबाई से आगे क्या होता है इसे थीटा के एक फंक्शन के रूप में व्यक्त करें आपको एक आकृति मिलती है जो बहुत अनुमानित है वास्तव में मैंने विद्यार्थियों को अंतिम कक्षा में मोड I मोड II और मोड III के लिए इसे प्लॉट करने के लिए कहा था मुझे यकीन है कि आपमें से कई लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा तो हम उन आकृतियों पर एक नज़र डालेंगे इस तरह एक दृष्टिकोण आकार के पहले क्रम का अनुमान देता है क्योंकि हम भार को पुनर्वितरण करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं और समतल प्रतिबल के मामले के लिए हमने मोहर वृत्तMohr's circle को इस तरह देखा है मेरे पास 1 सिग्मा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी सिग्मा y और सिग्मा 2 आपकी सिग्मा x और सिग्मा 3 0 है यह आपको समतल प्रतिबल के मामले में पहचानना है और जो आप वास्तव में देख रहे हैं वह यह है कि आप एक मामले को देख रहे हैं जब दरार नोक कुंद है जिस क्षण आप प्लास्टिक क्षेत्र देख रहे हैं हमें यह भी पहचानना होगा कि दरार नोक कुंद हो जाएगी इसे देखते हुए मुक्त समतल के कारण दरार नोक पर सिग्मा x 0 होगा और यह दरार नोक से थोड़ी दूरी पर अधिकतम पहुंचता है तो एक सिग्मा x भिन्नता इस तरह होगी और आपकी सिग्मा y भिन्नता इस तरह होगी तो इस मामले में क्या होता है आपके पास सिग्मा y है और साथ ही सिग्मा x दोनों पाज़िटिव हैं और आपको पहचानना है कि सिग्मा z0 है या सिग्मा 3 0 है यील्ड आपके सिग्मा y द्वारा निर्धारित होती है और यह वही है जो मोहर वृत्तMohr's circle में दर्शाया गया है आपको 0 मान का ध्यान रखना होगा आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अन्यथा आप गलत निर्णय लेंगे कि आपका अधिकतम कतरनी प्रतिबल केवल यही है यदि आप केवल सिग्मा x और सिग्मा y पर विचार करते हैं सिग्मा y और सिग्मा X इस तरह होगी और आपको यह नहीं लेना चाहिए आपको अन्य प्रिंसिपल प्रतिबल के 0 मूल्य को पहचानना चाहिए और अधिकतम कतरनी प्रतिबल है यह मूल्य है और जब आप rp की इस अभिव्यक्ति को थीटा के एक फ़ंक्शनके रूप में लिखते हैं तो यह इस तरह का एक रूप लेता है और जब आप ट्रेसका पर जाते हैं तो अभिव्यक्ति अलग होती है अगर आप थीटाको अलग करके और r के मानों को चिह्नित करके एक ध्रुवीय प्लॉट के रूप में इस अभिव्यक्ति को प्लॉटकरते हैं तो आप दरार की नोकपर प्लास्टिक क्षेत्र का अनुमानित आकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे हम जिस चीज को देखेंगे हम उसी को देखते हैं समतल प्रतिबल और साथ ही समतल स्ट्रेन की स्थिति के लिए समतल स्ट्रेन की स्थिति के लिए rp के लिए अभिव्यक्ति निकला है 14 pi गुणा KI सिग्मा ys पूरे वर्ग गुणा 32 साइन वर्ग थीटा प्लस 1 माइनस 2 nu पूरे वर्ग गुणा 1 प्लस काश थीटा और यह वॉन मिसेस के लिए है और ट्रेसका के लिए थीटा के विभिन्न सीमा के लिए अभिव्यक्ति दी गई है तो आपके पास यह 1 2 pi KI सिग्मा ys पूरे वर्ग काश वर्ग थीटा 2 गुणा 1 माइनस 2 nu प्लस साइन थीटा पूरे वर्ग है और थीटा389 डिग्री से अधिक के लिए और 13 बराबर nu के लिए आपको इस अभिव्यक्ति का उपयोग करना होगा यह 12 pi गुणा KI सिग्मा ys द्वारा पूरे वर्ग साइन वर्ग थीटा है इसलिए हम अब जो देखने जा रहे हैं वह इन अभिव्यक्तियों को देखने के बजाय यदि आप उन्हें प्लॉट करते हैं तो यह आपको किसी मोड की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और हम क्या करेंगे हम मोड I मोड II और मोड III के लिए एक समान अभ्यास करेंगे और प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को देखेंगे लेकिन आपको अपने दिमाग के पीछे रखना होगा कि ये बहुत अनुमानित आकार हैं और ध्रुवीय प्लॉट इस तरह खींचा जाता है तो यहाँ क्या किया जाता है यह दरार नोक है मेरे पास विभिन्न कोणों के लिए रेडियल रेखाएँ हैं इसका एक साफ रेखाचित्र बनाएं आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई के लिए एक अभिव्यक्ति है थीटा के एक फंक्शन के रूप में rp इसलिए इसे चिह्नित करें और उन्हें वक्र के रूप में मिलाएं और यह ट्रेसका यील्ड मानदंड द्वारा समतल प्रतिबल की स्थिति के लिए प्राप्त किया जाता है आप पहले से ही इस अभिव्यक्ति को लिख चुके हैं और आपको यह रेखाचित्र तैयार करना होगा यह समतल स्ट्रेन के लिए है यह अभिव्यक्ति भी आपने लिखी है और यह अभिव्यक्ति भी आप पहले ही लिख चुके हैं केवल वही करना है जो आपको करना है आपको इन रेखाचित्रों को खींचना होगा इसलिए मेरे पास यह समतल प्रतिबल के लिए है जहां प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है और जब आप समतल स्ट्रेनके लिए प्लास्टिक क्षेत्र में आते हैं तो आपके पास यहाँ एक लोब होता है केवल यह नीली और निरंतर लाल रेखा जो आप इसे खींचते हैं वह बिंदीदार रेखा जिसे आपको खींचना नहीं है और यह आकृति कैसी है और यह कैसा दिखता है यदि आप इसे देखते हैं तो आपकी आइसोक्रोमैटिक्स के समान दिखता है हां सीधे लेकिन इसे आगे की ओर झुकना होगा और आपके पास दरार की धुरी के साथ कुछ हद तक प्लास्टिक क्षेत्र उपलब्ध है हालांकि यह अनुमानित आकार है यह आपको एक अंतर्दृष्टि देता है कि समतल स्ट्रेन के मामले में प्लास्टिक क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है समतल प्रतिबल के मामले में काफी बड़ा है और आप जानते हैं जब आप यील्ड मानदंड बदलते हैं तो आकार में कुछ छोटे बदलाव भी होंगे यह अपरिहार्य है हमें यह ट्रेसका यील्डमानदंड के लिए मिला है अब हम जाएंगे और देखेंगे कि प्लास्टिक क्षेत्र के आकार कैसे भिन्न होते हैं जब मैं वॉन मिसेस मानदंड का उपयोग करता हूं और यह मोड I स्थिति के लिए है यह समतल प्रतिबल के लिए है आपके पास भाव हैं आपको उन्हें लिखना नहीं है लेकिन रेखाचित्रबनाना है और यह समतल स्ट्रेन के लिए है जो अभिव्यक्ति आप पहले ही लिख चुके हैं और यहां फिर से आपके पास एक दृश्य प्रतिनिधित्व है कि समतल स्ट्रेन प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा है और यह भी इसोक्रोमैटिक्स के आपके आकार के समान है वहाँ दोनों के बीच समानताएं हैं इसलिए इसका एक साफ रेखाचित्र बनाएं और हमारे पास मोड II के साथ साथ मोड III के लिए भी इसी तरह के प्लॉट होंगे जब मैं मोड II स्थिति में जाता हूं तो मैं इसे यील्ड के दोनों मानदंडों के लिए नहीं खींच रहा हूं मैं इसे वॉन मिसेज यील्ड मानदंड के लिए आकर्षित करूंगा इस तरह क्षेत्र दिखाई देते हैं मुझे लगता है कि आपको इस अभिव्यक्ति को लिखने की आवश्यकता है rp के रूप में दिया गया है 18 pi KII वर्ग सिग्मा वर्ग ys गुणा 14 माइनस 9 साइन वर्ग थीटा माइनस 2 कॉस थीटा है और जब वे इसे समतल स्ट्रेन की स्थिति में बदलते हैं तो अभिव्यक्ति इस तरह से निकलती है rp बराबर 18 pi KII वर्ग सिगमा ys वर्ग गुणा 12 प्लस 2 गुणा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस 2 nu पूरे वर्ग माइनस 9 साइन वर्ग थीटा है देखें मुझे सावधानी बरतने दें आपके पास एक जटिल अभिव्यक्ति है कई बार जब आप एक जटिल अभिव्यक्ति के पार आते हैं तो आप यह भी कहते हैं कि यह एक सही अभिव्यक्ति है उस तरह का मानसिक अवरोध न हो यह प्लास्टिक क्षेत्र आकृति का बहुत कच्चा प्रतिरूप है इरविनIrwin's की गणना के तरीके को देखने के बाद ही आप उसकी सराहना कर पाएंगे जहां वह भार के पुनर्वितरण पर भी विचार करता है वह भी केवल दरार अक्ष के साथ यह अपने आप में एक बड़ी कसरत है इसलिए जब तक आप प्रयोगात्मक तरीकों या संख्यात्मक निकास तकनीकों पर नहीं जाते हैं आप सामान्य स्थिति के लिए आकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे फिर भी इस तरह के प्लॉट आपको समतल स्ट्रेन और समतल प्रतिबल के सापेक्ष आकार पर कुछ खास तरह की समझ देते हैं और यह भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं आकार कैसा दिखता है मैंने पहले ही आपको आइसोक्रोमैटिक्स मोड II दिखाया है वे मोड II आइसोक्रोमैटिक्स के समान हैं तो यह आकार की तुलना करने का एक तरीका है और समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन के बीच का अंतर मोड II के मामले में उतना महत्वपूर्ण नहीं है मोड I के मामले में दोनों मामलों के लिए आकार काफी भिन्न थे और आपको जो आकर्षित करने की आवश्यकता है वह केवल आकृति को आकर्षित करना है आपको यह ध्रुवीय प्लॉट खींचना नहीं है जिस तरह से इसे खींचा गया है यह आपकी समझ की सहायता के लिए है कि यह ग्राफ़ कैसे बनाया गया है आप थीटा के विभिन्न मूल्यों के लिए कई बिंदु एकत्र करते हैं और उन्हें एक सुचारू वक्र के रूप में जोड़ते हैं अपने उद्देश्य के लिए आप बस इन दो आकृतियों को ड्रॉ करते हैं मोड III में प्लास्टिक क्षेत्र का आकार अब हम जाकर देखेंगे कि मोड III में आकार किस मोड का है आप एक बहुत ही सरल ग्राफ पाते हैं आप rp बराबर 32 pi KIII वर्ग सिग्मा ys वर्ग प्राप्त करते हैं केवल मोड III भार के मामले में देखें प्लास्टिकक्षेत्र का आकार वृत्त है अन्य मामलों में आकार बहुत अलग है और कई पुस्तकों में अगर आप जब भी प्लास्टिक के क्षेत्र में आते हैं तो वे बस एक वृत्त डालते हैं इस तरह का उपयोग अस्तित्व में आया क्योंकि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है मोड III के मामले में गोलाकार है जिसे मोड I के लिए भी एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया है जो कड़ाई से सही नहीं है आपको वास्तविक आकार देखना होगा हम वास्तविक आकार को भी देखेंगे जैसा कि प्रयोगों में देखा गया है या जटिल संख्यात्मक विश्लेषण द्वारा किया गया है क्या हमने इस मामले को देखा है फोटोइलास्टिसिटी मोड III भार स्थिति के लिए लागू नहीं है क्योंकि यह आउट प्लेन भार है फोटोइलास्टिसिटी लागू नहीं है केवल इन प्लेन भार के लिए आप ऐसा करने की स्थिति में होंगे तो फोटोइलास्टिसिटी केवल मोड I मोड II और मोड I और मोड II के संयोजन के लिए लागू है आप फोटोइलास्टिक विश्लेषण से मोड III समस्या का विश्लेषण नहीं कर सकते इसलिए हमने आइसोक्रोमैटिक्स की तुलना करने के लिए वहाँ पर इसका आकार नहीं देखा है फिर भी आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप एक वृत्त देखते हैं तो प्लास्टिक क्षेत्र केवल मोड III के मामले में परिपत्र है कई किताबें वे केवल एक वृत्त के रूप में मोड I के लिए भी एक प्लास्टिक क्षेत्र लगाती हैं अब हम क्या करेंगे हमने पहले ही कहा है कि हम प्लास्टिक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए फ्रैक्चर गणना के लिए माडल करने जा रहे हैं एक प्रभावी दरार लंबाई क्या है पिछले विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि समतल स्ट्रेन की तुलना में प्लास्टिक क्षेत्र समतल के प्रतिबल के लिए बहुत बड़ा है हालांकि दृष्टिकोण काफी कच्चा रहा है वृद्धिशील दरार की लंबाई प्रतिबल के पुनर्वितरण के आधार पर निर्धारित की जानी है यील्ड प्रतिबल से ऊपर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वृद्धिशील दरार की लंबाई का अनुमान गलत होगा और अगर आप साहित्य को देखते हैं तो दो माडल मौजूद हैं एक माडल इरविन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अन्य माडल डगडेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था देखें आपको भेद देखना होगा यह केवल एक माडल है यह कोई सिद्धांत नहीं है समस्या बहुत जटिल है इसलिए उन्होंने इसे इस अंदाज में पेश किया है यह कुछ प्रतिबंधों के तहत वैध है आपको इसे इस तरह से लेना होगा इरविनIrwin's माडल और क्योंकि समस्या जटिल है जो भी वृद्धिशील दरार की लंबाई का मूल्य है जो आपको इरविन और डगडेल माडल से मिलेगा आपको उसका अनुमान लगाना होगा वे समान नहीं होंगे वे अलग होंगे और इरविन ने अपने विश्लेषण में क्या किया है आपको एनीमेशन को बहुत ध्यान से देखना होगा और इसे इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के रूप में माना जाता है क्योंकि हम भार के किसी मोड का पुनर्वितरण करते हैं और उन्होंने निश्चित रूप से एक सरलीकृत माडल प्रस्तुत किया जो प्लास्टिक विकृति के कारण भार के पुनर्वितरण पर विचार करता है और माडल कैसे विकसित किया जाता है आप इसका एक रेखाचित्र बनाते हैं मेरे पास एक दरार नोक है और आपके पास X अक्ष पर दूरी x और साथ ही प्लास्टिक क्षेत्र rp की लंबाई है तो फिर तुम y अक्ष सिग्मा ys 2 सिग्मा ys और 3 सिग्मा ys पर जोर दिया है और एक सरलीकृत माडल में क्या किया गया था सरलीकृत माडल में आप बस इसे चिह्नित करते हैं और कहा कि यह प्लास्टिक क्षेत्र का आकार है जबकि पदार्थ का यह खिंचाव इस तरह एक भार का समर्थन कर रहा था भार कहां जाएगा तुम इसे समाप्त नहीं कर सकते जब आप बोर्ड पर एक ग्राफ खींच रहे हैं तो आप इसे मिटा सकते हैं और फिर दिखा सकते हैं कि ग्राफ इस तरह से सोचा जा सकता है लेकिन पदार्थ में क्या होता है जब आप कहते हैं कि प्रतिबल सिग्मा ys के मूल्य तक पहुँच जाता है संक्षेप मेंइरविन ने तर्क दिया कि प्लास्टिक क्षेत्र की सीमा अधिक हो जाएगी ताकि भार को पुनर्वितरित करने में अधिक समय लगे और एनीमेशन को बहुत ध्यान से देखें और उस भौतिकी को यहाँ चित्रित किया गया है तो आपके पास यह है चूंकि इसमें पड़ोसी पदार्थ का ध्यान रखना होता है इसलिए आपके पास दरार की नोक से आगे एक बड़ा प्लास्टिक क्षेत्र होगा और आपको A2 और A1 के रूप में चिह्नित क्षेत्रों का पता लगाना होगा वे समान हैं क्या भौतिकी स्पष्ट है यदि आप चाहते हैं तो मैं फिर से एनीमेशन को फिर से करूँगा आप बस एनीमेशन का पालन करें इरविन ने एक सरलीकृत माडल प्रस्तुत किया और माडल इस तरह है आपके पास इस तरह दिखाए गए प्रतिबल हैं चूंकि यह उसी तरह नहीं काटा जा सकता जैसे हमने सरलीकृत माडल में किया था यह पड़ोसी पदार्थ द्वारा समर्थित किया जाना है इसलिएइस क्षेत्र के कारण इस तरीके का भारण हैं जो कि यील्ड प्रतिबल के कारण है इसका विस्तार होगा और यह कब्जा कर लेगा और हम इस विस्तार को इस तरह से जानेंगे कि क्षेत्र A 2 A 1 के बराबर है तो गणना के भाग के रूप में हमें यह पता लगाना होगा कि डेल्टा क्या है साथ ही लैम्ब्डा क्या है पूरी लंबाई प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई है यह बहुत सरल है यदि आप सिर्फ भौतिकी का अनुसरण करते हैं और इसे गणित में अनुवाद करते हैं और आप डेल्टा के साथ साथ लैम्ब्डा के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकेंगे तो आप भार के पुनर्वितरण को देखने का प्रयास करते हैं जो कि सरलीकृत माडल में नहीं किया गया था और कल्पना कीजिए कि यह दरार अक्ष के साथ एक बड़ा सर्कस है यदि आपको प्लास्टिक क्षेत्र के आकार का पता लगाना है तो इस तरह के पुनर्वितरण को हर कोण पर देखा जाना चाहिए जो आपके हाथ की गणना से संभव नहीं है हमें इसे करने के लिए कंप्यूटर पर निर्भर होना पड़ेगा समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन में प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई हम अपने सरलीकृत दृष्टिकोण से अपनी चर्चा शुरू करेंगे सबसे पहले देखें कि आपको यह जानना होगा कि प्रतिबल को फिर से भुनाने की क्या जरूरत है यह यील्ड प्रतिबल से ऊपर का क्षेत्र है जिसे पुनर्वितरित करना होगा तो मुझे यह जानना होगा कि यह लैम्ब्डा क्या है यह गणना आपकी सरलीकृत गणना के समान है हम सिर्फ़ KI मूल 2 pi लैम्ब्डा बराबर सिग्मा ys कहते हैं इस मोड से हम इस बिंदु का पता लगाते हैं तो यह आपको लैम्ब्डा के संदर्भ में KI क्या है की एक परिभाषा देता है जिसे हम बाद में व्युत्पत्ति में उपयोग करेंगे यह आपके सरलीकृत दृष्टिकोण के समान है इससे मैं पता लगा सकता हूं कि लैम्ब्डा क्या है लैम्ब्डा को 12 pi गुणा KI सिग्मा ys पूरे वर्ग के रूप में दिया गया है हम यहाँ क्या कहते हैं दरार क्षेत्र के साथ प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई का यह अनुमान कड़ाई से सही नहीं है इसलिए हमें भार को फिर से विभाजित करने और गणना करने का प्रयास करना होगा हमने रेखाचित्र पहले ही देख लिया है उस रेखाचित्रके आधार पर मैं एक बयान दे सकता हूं कि लंबाई डेल्टा को इस तरह चुना जाता है कि भार जो कि लंबाई P से परे नहीं है लंबाई डेल्टा पर निरंतर भार के बराबर है कौन सा भार है जो लंबाई लैम्ब्डा को झेल नहीं सकता है क्षेत्र A1 के रूप में जो दिखाया गया है वह लंबाई लैम्ब्डा पर नहीं है और मैंने मोटाई B की एक प्लेट ली है और अभिव्यक्ति इस तरह से लिखी गई है बस देखें क्योंकि यह स्लाइड में लिखा है मैं कई बार कह रहा हूं आपको सतर्क रहना होगा क्या यह सही है क्या सीमाएं सही ढंग से रखी गई हैं यह समझ में आता है कि आपके पास सिग्मा ys गुणा लैम्ब्डा समझने योग्य है यह इस क्षेत्र को संदर्भित करता है लेकिन यह डेल्टा से लैम्ब्डा तक नहीं है आप वास्तव में इसे कर रहे हैं आप केवल इसकी गणना कर रहे हैं तो आपको इसे 0 से लैम्ब्डा तक करना होगा क्योंकि मेरी दिलचस्पी इस क्षेत्र का पता लगाने की है उस क्षेत्र के लिए यह 0 से लैम्ब्डा जा रहा है और जो हम देख रहे हैं तो हमारे पास A 1 के लिए एक अभिव्यक्ति है और भार लंबाई डेल्टा पर बराबर बना हुआ है जो B गुना क्षेत्र A 2 है तो मेरे पास यह है कि B गुना सिग्मा ys गुणा डेल्टा है देखिए मुझे आपको यहाँ प्रतीकात्मकता के बारे में बताना होगा मैंने इन व्युत्पत्तियों में डेल्टा का उपयोग विस्तार रूप से असली दरार aa अवास्तविक लंबाई डेल्टा में किया है मेरी सभी भविष्य की गणना के लिए a प्लस डेल्टा के रूप में दरार की लंबाई का उपयोग करूंगा लेकिन जब आप ईपीएफएम में जाते हैं तो उन्नत अध्ययन के प्रतीक के रूप में डेल्टा का उपयोग दरार की नोक प्रारंभिक विस्थापन के लिए किया जाता है देखें कि आपने दरार खोलने की विस्थापन अभिव्यक्ति भी देखी है जब आप भारण लागू करते हैं तो दरार खोलने वाला विस्थापन यह बताता है कि दरार किस तरह से खुलती है हमने देखा है कि यह एक दीर्घवृत्त की तरह खुलता है एक बार जब आप इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण के लिए जाते हैं तो लोग दरार नोक प्रारंभिक विस्थापन को परिभाषित करते हैं जो इरविन के माडल या डगडेल माडल से आता है हम प्लस डेल्टा के रूप में एक दरार लंबाई ले रहे हैं इसलिए हम उन संदर्भों पर ध्यान देंगे जिनका उपयोग सीटीओडी के लिए किया जाएगा इसलिए संदर्भ के आधार पर प्रतीक डेल्टा के लिए एक अर्थ संलग्न है और हम समतल प्रतिबल की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं और हमें दोनों की बराबरी करनी होगी और यह एनीमेशन आपकी सुविधा के लिए यहां दोहराया गया है इसलिए सिग्मा ys गुणा डेल्टा बराबर इंटीग्रल 0 से लैम्ब्डा सिग्मा yy dx है और मैं प्रतिस्थापित कर सकता हूं सिग्मा yy के संदर्भ में KI मूल 2 pi x dx से गुणा इस अभिव्यक्ति में क्या है माइनस सिग्मा ys लैम्ब्डा हम पहले ही देख चुके हैं कि लैम्ब्डा के संदर्भ में KI को कैसे व्यक्त किया जाए बस उस अभिव्यक्ति पर वापस जाएं और मैं KI के रूप में सिग्मा ys गुणा मूल 2 pi लैम्ब्डा या 2 pi लैम्ब्डा पूरे पावर आधा लिख सकता हूं और आप इस अभिव्यक्ति को उपरोक्त समीकरण में KI के लिए स्थानापन्न करते हैं और सरल करते हैं हम वास्तव में क्या देख रहे हैं हमें अनुमान लगाना होगा कि डेल्टा क्या है तो आपके पास यहाँ क्या है मेरे पास सिग्मा ys डेल्टा बराबर इंटीग्रल 0 से लैम्बडा है सिग्मा ys गुणा 2 pi लैम्ब्डा पूरे पावर आधा 2 pi x dx के मूल से विभाजित किया गया है यह एकीकृत करने के लिए बहुत सरल है इसमें कोई कठिनाई नहीं है जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपको यह सिग्मा ys वर्गमूल 2 pi लैम्ब्डा वर्गमूल 2 pi गुणा 2 गुना मूल x की सीमा में 0 से लैम्ब्डा के रूप में मिलता है तो इन सीमाओं के प्रतिस्थापन पर और सरलीकरण पर आपको यह 2 सिग्मा ys लैम्ब्डा के रूप में मिलता है और हमारे पास पहले से ही यहाँ मौजूद सिग्मा ys लैम्ब्डा है तो घटाव पर आपको सिग्मा ys डेल्टा बराबर सिग्मा ys लैम्ब्डा मिलता है तो यह आपको डेल्टा बराबर लैम्ब्डा एक अंतिम अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो आप वास्तव में क्या देख रहे हैं आपने अनुमानित गणना के आधार पर लैम्ब्डा का अनुमान लगाया है और आप पाते हैं कि वास्तविक प्लास्टिक क्षेत्र पुनर्वितरण के कारण बहुत बड़ा है वास्तव में यह लंबाई से दोगुना है फिर हमारे पास प्लास्टिक क्षेत्र आकार के लिए भी अभिव्यक्तियाँ हैं तो rp बन जाता है rp बराबर 2 डेल्टा बराबर 1pi KI सिग्मा ys पूरे वर्ग है और प्रभावी दरार लंबाई क्या है इरविन के दृष्टिकोण सेप्रभावी दरार लंबाई के रूप में लिया जाता है एक प्लस डेल्टा और डेल्टा 12 pi गुणा KI सिग्मा ys पूरे वर्ग है देखें वास्तव में ये माडल हैं जिस क्षण मैं डगडेलDugdale's की गणना में जाऊंगा वह पूरे प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई को प्रभावी दरार लंबाई के रूप में ले जाएगा इसलिए मैंने कहा कि ये सभी सिद्धांत नहीं हैं लेकिन वे ऐसे माडल हैं जो कुछ मोड की स्थितियों के लिए लागू होते हैं जब वे अनुमान को संतुष्ट करते हैं और आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ईपीएफएम में जाने पर डेल्टा का एक अलग प्रतीकात्मक प्रस्तुति है जहां यह इस तरह की दरार की लंबाई के विस्तार के बजाय सीटीओडी को संदर्भित करता है हमने समतल प्रतिबल के लिए देखा है अब देखते हैं हम समतल स्ट्रेनके मामले में प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई का अनुमान कैसे लगाते हैं यहां फिर से आप सरलीकृत माडल को देखते हैं आपको लम्बाई लैम्ब्डा का पता लगाना होगा और हमने क्या किया हमने केवल दरार की नोक पर प्रतिबल लिया है 3 गुना सिग्मा ys जब न्यू बराबर 13 है इस गणना को करते समय हमने दरार की नोक के कुंद को नजरअंदाज कर दिया है वास्तविकता में जब आप प्लास्टिक क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं तो दरार की नोक का दोष भी लगता है आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे यह बताने के बिना कि हमें किस तरह का परिणाम मिलता है कुंद करने के साथ हमें क्या संशोधित करना है यदि आप इसे 3 सिग्मा ys के रूप में उपयोग करते हैं तो यह विचार करते हुए कि दरार नोक तेज है मैं KI मूल 2 pi लैम्ब्डा बराबर 3 गुना सिग्मा ys करता हूं इसलिए लैम्ब्डा 118 pi हो जाता है KI सिग्मा ys पूरे वर्ग है देखिए यह सही नहीं है क्योंकि हम कुछ खास पहलुओं पर गौर करना चाहते हैं हम कह रहे हैं कि दरार की नोक पर प्लास्टिक विरूपण है और हम एक वृद्धिशील मात्रा द्वारा दरार लंबाई के संशोधन का पता लगाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में आपको दरार की नोक के बारे में विचार किए बिना मान प्राप्त होते हैं जो सही दृष्टिकोण नहीं होगा जब समतल स्ट्रेन में कोई कुंद नहीं होती है तो सिग्मा y अधिकतम प्रतिबल 3 सिग्मा ys के मान तक पहुँच जाता है जो हमें लगता है कि कुंद के कारण कड़ाई से सही नहीं है यह इरविनIrwin's द्वारा इंगित किया गया था यह अब नहीं है 3 सिग्मा ys उसका तर्क था और कारक क्या हैं प्लास्टिक विरूपण के कारण दरार नोक कुन्द और नोक एक मुक्त समतल के रूप में कार्य करता है मैंने पहले ही व्याख्यान के पहले भाग में इसे नोट कर लिया है तो आपके पास जो सिग्मा xx है वह दरार की नोकपर 0 है तो सिग्मा xx सिग्मा yy के समान नहीं है और दरार नोक से परे X अक्ष पर कुछ दूरी के लिए सिग्मा XX की रिहाई का प्रभाव महसूस किया जाता है इसलिए जब आप यील्ड के मानदंड में आते हैं तो अधिकतम प्रतिबल मेरा मतलब है जगह लेने के लिए यील्ड के लिए प्रतिबल का मूल्य 3 सिग्मा ys नहीं होगा यह उससे अलग होगा कुछ अनुमान की जरूरत है इरविन ने वह अनुमान लगाया उसने जो किया था वह विफलता प्रतिबल वर्गमूल 2 मूल 2 सिग्मा ys के करीब है जिसे सरल बनाया जा सकता है और 3 सिग्मा ys के वर्गमूल के रूप में लिया जा सकता है इसलिए यदि आप वास्तव में पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम वास्तव में क्या कह रहे थे जब दरार नोक तेज है तो आपकी सरल गणना दर्शाती है कि सिग्मा y 3 गुना सिग्मा ys होगा यदि आप दरार की नोक को कुंद मानते हैं तो आपको उस मूल 3 गुना सिग्मा ys के रूप में संशोधित करना होगा यह एक स्वीकृत अभ्यास है फ्रैक्चर यांत्रिकी में कई अन्य चर्चाएं हम इस मूल्य का उपयोग करेंगे तो मुझे KI मूल 2 pi लैम्ब्डा के रूप में 3 सिग्मा ys मिलता है देखिए जिस समय आपको लैम्ब्डा का पता चलता है जब आप भार के पुनर्वितरण को देखते हैं तो हम पहले ही डेल्टा के बराबर लैंबडा स्थापित कर चुके हैं एक समान अभिव्यक्ति आपको समतल स्ट्रेन के लिए भी मिलेगा उस से आप लिख सकते हैं प्लास्टिक क्षेत्र का आकार क्या है साथ ही प्रभावी दरार लंबाई क्या है समतल स्ट्रेन मामले के लिए प्लास्टिक क्षेत्र का आकार rp बराबर 2 गुना डेल्टा हो जाता है 13 pi गुणा KI सिगमा ys पूरे वर्ग के बराबर हैं इसलिए यदि मैं प्रभावी दरार की लंबाई को देखता हूं तो मुझे डेल्टा प्राप्त करना होगा जो कि 1 6 pi KI सिग्मा ys पूरे वर्ग होगा छोटे पैमाने पर यील्ड अनुमान अब देखें हमें जो देखना होगा वह है कि आप छोटे पैमाने पर यील्ड वाले अनुमानों को क्या समझते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण विचार है जो एलईएफएम को लागू करने में उपयोगी है इसलिए यदि आप एलईएफएम को पदार्थ तक विस्तारित करना चाहते हैं जो दरार की नोकपर अत्यधिक स्थानीयकृत यील्ड का प्रदर्शन करते हैं तो पदार्थ को छोटे पैमाने पर यील्ड वाले अनुमान को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है और हमें इससे क्या मतलब है हम इसके तीन पहलुओं को देखेंगे पहला पहलू है प्लास्टिक क्षेत्र का आकार साथ ही इसके चारों ओर विलक्षण बहुल क्षेत्र में प्रतिबल वितरण एकल मापदंड K हैं बाद में जब हम ईपीएफएम को देखते हैं तो हमारे पास एक विलक्षण का प्रभुत्व वाला क्षेत्र होगा फिर आपके पास एक J प्रभुत्व क्षेत्र और इतने पर होगा तो एलईएफएम के मामले में जब आप एसएस वाई को देख रहे हैं तो हम इस तरह की स्थिति को देख रहे हैं यह सचित्र रूप से दर्शाया गया है मेरे पास एक दरार है और हम देखते हैं कि यह एक सामान्य प्रतिबल की स्थिति है और जब आपके पास एसएसवाई है तो हम जो कह रहे हैं दरार के आसपास के क्षेत्र में एक क्षेत्र होगा जिसे विलक्षण बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहाँ K महत्वपूर्ण है आप ध्यान दें यह एक उच्चस्तरीय चित्र है स्पष्टता के लिए इसे इस तरह तैयार की है इसका एक साफ रेखाचित्रबनाएं और विलक्षण प्रभुत्व क्षेत्र के भीतर मेरे पास फ्रैक्चर प्रक्रिया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है आप जानते हैं ये आकृतियाँ स्वतंत्र रूप से खींची गई हैं इसमें कोई गणित नहीं जुड़ा है तो आपको इसे प्रतिरूप आंकड़ों के रूप में लेना होगा एक वास्तविक समस्या में इन आकृतियों को एक विस्तृत गणना द्वारा प्राप्त किया जाना है ये दर्शाया हुआ आकार हैं तो आप वास्तव में क्या देख रहे हैं आपके पास हर जगह सामान्य प्रतिबल की स्थिति हो सकती है लेकिन दरार नोक के पास आप एक ऐसे क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं जो विलक्षण का प्रभुत्व है जिसके भीतर आपके पास फ्रैक्चर प्रक्रिया क्षेत्र है हम यह भी देखेंगे कि फ्रैक्चर प्रक्रिया क्षेत्र बाद में क्या है जिसके भीतर आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र है वास्तव में प्लास्टिक क्षेत्र मैंने एक आकार दिया है जो प्रयोगों में देखा जाता है जब मैं एक मोड I स्थिति में होता है बहुत समान है यह वर्णन यहाँ दिया गया है इसलिए जो आप वास्तव में देख रहे हैं वह यह है कि ये क्षेत्र विलक्षणता वाले क्षेत्र की तुलना में बहुत छोटे हैं वह यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है लचीला प्रतिबल वितरण पर स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण का प्राथमिक प्रभाव प्लास्टिक क्षेत्र के त्रिज्या के बराबर मात्रा द्वारा इसका अनुवाद करना है वास्तव में जब आपने इरविनIrwin's के माडल के विकास को देखा तो हमने ग्राफ को दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया ऐसा ही कुछ यहां बताया जा रहा है स्थानीयकृत प्लास्टिक विरूपण का प्रभाव अनुवाद करना है प्लास्टिक क्षेत्र द्वारा निर्देशित एक छोटी मात्रा द्वारा लचीला प्रतिबल वितरण और तीसरा बिंदु यह है कि यदि प्लास्टिक रूप से विकृत पदार्थ का क्षेत्र विलक्षणता के वर्चस्व वाले क्षेत्र में समाहित है तो भी मैं एलईएफएम के विफलता सिद्धांत को लागू कर सकता हूं बशर्ते भौतिक दरार की लंबाई को प्लस डेल्टा के रूप में ठीक किया जाए वास्तव में हमने समतल की दरारों पर चर्चा करते हुए देखा है इरविनIrwin's ने एक छोटी वृद्धि से दरार की लंबाई को संशोधित किया है और मैंने ध्यान दिलाया उस वर्ग में जो भी वृद्धि मैंने दिखाई थी वह इरविनIrwin's ने 1960 में बताई थी हम अगले अध्याय में इसकी बेहतर गणना देखेंगे और हमने इस अध्याय में इरविनIrwin's द्वारा दिए गए उन अभिव्यक्ति को देखा है इसलिए आपको गणना करते समय इन अभिव्यक्तियों के साथ इसे बदलना होगा लेकिन यह अनिवार्य रूप से क्या कहता है एलईएफएम अभी भी लागू है बशर्ते मैं दरार लंबाई को बदल दूं एक प्लस डेल्टा के रूप में प्रभावी और एक और स्थापित नियम भी है जो आपके पास है एसएसवाई आमतौर पर उन पदार्थ के लिए लागू नहीं होता है जिनके लिए यील्ड की ताकत 400 एमपीए से कम है तो आपको इनमें से कुछ शर्तों को केवल उच्च ताकत वाले मिश्र धातुओं के लिए लागू करना होगा मिश्र धातु जिनकी यील्ड ताकत 400 एमपीए से अधिक है और फ्रैक्चर प्रक्रिया क्षेत्र क्या है हमने उस तस्वीर में भी देखा है यह मैट्रिक का एक क्षेत्र है जिसमें दरार नोक परिवर्तन से होकर फ्रैक्चर होता है आपके प्रत्योक्षकरण की सहायता के लिए यह चित्र फिर से दिखाया गया है आपको चित्र को रेखाचित्र नहीं करना है बस निरीक्षण करें कि अस्थिभंग प्रक्रिया क्षेत्र विलक्षण बहुल क्षेत्र के भीतर है और यदि आप वास्तव में एलईएफएम सिद्धांत को देखते हैंइसकी आवश्यकता नहीं है कि हम महत्वपूर्ण प्रतिबल की स्थिति स्थापित करने के लिए परमाणु स्तर पर होने वाले तंत्र को भी समझते हैं यह कहने के बाद कि हमें भी महसूस करना चाहिए हालांकि जितना अधिक हम इन तंत्रों के बारे में समझते हैं उतना ही बेहतर होगा कि हम अपने फ्रैक्चर के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए बानावटी पदार्थ को प्राप्त कर सकेंगे एलईएफएम के दृष्टिकोण से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फ्रैक्चर यांत्रिकी के दृष्टिकोण से एक समझ निश्चित रूप से आपको उस पदार्थ को बेहतर बनाने में मदद करेगी जो आप ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करना चाहते हैं और लोगों ने वास्तव में विकसित किया है कुछ मिश्र धातुएं हैं जो उनके शरीर से केंद्रित क्यूबिक मोड से बदलकर केंद्रित क्यूबिक का सामना करती हैं और इस तरह कठोर हो जाती हैं और वे प्रतिबल के उच्च स्तर के साथ खड़े होने में सक्षम होंगे अब हम जिस चीज को देखेंगे वह डगडेल माडल की प्रेरणा क्या है देखें इरविन का माडल बहुत ही सरल और सीधे आगे था एक अन्य मोड के माडल की आवश्यकता है और डगडेल ने किस तरह से संपर्क किया है देखें एक लचीला विश्लेषण दरार नोक पर विलक्षण प्रतिबल की भविष्यवाणी करता है जो निश्चित रूप से अवास्तविक है हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए हम ऐसा कर रहे थे इतना ही नहीं कि लचीला विश्लेषण करना बहुत सरल था इसलिए 1960 में डगडेल के इन पहलुओं में से कुछ पर कब्जा करने के लिए और 1962 में बैरनब्लैट ने स्वतंत्र रूप से पेश किया जिसे दरार की नोकसे फैली यील्ड या चिपकने वाली पट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वे बहुत लोकप्रिय हैं यील्ड पट्टी माडल फ्रैक्चर यांत्रिकी साहित्य में एक बहुत लोकप्रिय माडल है और यह डगडेल के साथ साथ बर्नब्लैट द्वारा उन्नत था दरार की नोक के आगे संभावित फ्रैक्चर सतहों के खोलने को एक संसक्त प्रतिबल द्वारा विरोध माना जाता है और डगडेल ने क्या किया उन्होंने उस प्रतिबल को पदार्थ के यील्ड प्रतिबल के रूप में लिया जब हम डगडेल माडल विकसित करते हैं तो हम भी देखेंगे वह कई धारणाएं बनाएगा यह समतल प्रतिबल के लिए लागू है और लचीली पदार्थ पूरी तरह से प्लास्टिकका पालन करती है जब ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उसका माडल यथोचित रूप से भविष्यवाणी करता है कि दरार नोक पर क्या होता है डगडेल माडल का प्रेरणा सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र का विस्तार इस स्थिति से निर्धारित होता है कि प्रतिबल गैर विलक्षण हो इसलिए जो मैं सराहना करता हूं आप वापस जाते हैं और पता करते हैं जो भी उस तरह का प्रतिबल तीव्रता कारक है जिसे हमने सममित भारके अधीन दरार के लिए विकसित किया है हम डगडेल माडल में प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई का पता लगाने के लिए उस दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे आपको वह अभिव्यक्ति चाहिए जाओ और पता करो और अगली कक्षा के लिए आओ आपको यह भी ध्यान देना होगा कि डगडेल और बैरनब्लैट के दृष्टिकोण में स्पष्ट समानताएं हैं जिसके कारण शोधकर्ताओं ने इसे बर्नब्लैट डगडेल दरार सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया है वह भी एक राय है लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं हमें देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको उनके द्वारा उपयोग किए गए भौतिक आधार पर अंतर करना होगा डगडेल और बैरनब्लैट के इन दो दृष्टिकोणों में उन्होंने जिस भौतिक आधार का उपयोग किया है वह अलग है आप यह तर्क नहीं दे सकते कि अंतिम परिणाम समान हैं दोनों समान हैं डगडेल दृष्टिकोण मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी सिद्धांत पर आधारित है और बैर्नब्लैट आणविक सामंजस्य पर आधारित है इसलिए इस वर्ग में हमने जो देखा है हमने मोड I मोड II और मोड III के लिए दरार की नोकपर प्लास्टिकक्षेत्र की अनुमानित आकृतियों को देखा है और मैंने केवल मोड III स्थिति के लिए इंगित किया है आपके पास परिपत्र के रूप में प्लास्टिक क्षेत्र का आकार है कुछ शुरुआती किताबों में लोगों ने इस परिपत्र आकार को एक मोड के लिए भी अलग कर दिया है मैं चर्चा के उद्देश्यों के लिए भार कर रहा हूं जो कड़ाई से सही नहीं है यहां तक कि जो अनुमानित आकार हमें मिला है वह केवल एक अनुमानित है जिसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपको आकार प्राप्त करने के लिए विस्तृत गणना करनी होगी आपको भार का पुनर्वितरण करना होगा और हमने इरविनIrwin's की कार्यप्रणाली के मामले में देखा है कि दरार अक्ष के साथ प्लास्टिक क्षेत्र के विस्तार का पता कैसे लगाया जाए इसके आधार पर उन्होंने यह भी बताया कि मूल दरार लंबाई को किस तरह से संशोधित करने की आवश्यकता है फिर हम यह समझने के लिए आगे बढ़े कि एसएसवाई अनुमान क्या हैं और अंत में हमने देखा कि डगडेल माडल की प्रेरणा क्या है धन्यवाद